पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजिशन कंटिन्यूड शुभ प्रभात हम लेक्चर 14 शुरू करते हैं हम 13 लेक्चर के कुछ अवधारणाओं की समीक्षा करेंगे और फिर उस पर निर्माण करेंगे इसलिए आज के विषयों का प्रवाह अंतिम परिणाम जो हमने प्राप्त किए हैं उनमें से नोबल आइडेंटिटीस हम उसका वर्णन करेंगे हम वर्णन करने का एक वैकल्पिक तरीका देखेंगे हमने फ़्रीक्वेंसी डोमेन का उपयोग करके डाउन सैंपलिंग और अपसेंपलिंग के संचालन का वर्णन किया है मल्टीरेट को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है सैंपलिंग रेट कन्वर्जन नहीं बल्कि मल्टीरेट फ़िल्टरिंग दृष्टिकोण तो यह वह बिंदु है जिसे हम तत्कालीन पॉलीफ़ेज़ डीकंपोजिशन पर प्रकाश डालना चाहते हैं हमने परिचय दिया अब हम दिखाएंगे कि पॉलीफ़ेज़ फ़िल्टरिंग के साथ कई फायदे हैं और हम लेक्चर के अंत में क्या विकसित करेंगे मल्टीरेट स्ट्रक्चर का अनुप्रयोग जिसे हम फ़िल्टर बैंकों के रूप में संदर्भित करते हैं बहुत उपयोगी बहुत शक्तिशाली अवधारणा है यह संचार से काफी संबंधित है तो बस आपको यह महसूस कराने के लिए कि हम सभी फ़िल्टर बैंकों को कहां देखते हैं जब कभी आप एफएफटी या आईएफएफटी की गणना करते हैं आप वास्तव में एक फिल्टर बैंक ऑपरेशन कर रहे होते हैं आज सेलुलर दुनिया में हम अपने अधिकांश 4G सिस्टम के लिए OFDM का उपयोग करते हैं और आगे देखते हुए ऐसा लगता है कि यह 5G सिस्टम का भी हिस्सा होगा OFDM भी फ़िल्टर बैंकों का एक और फ्लेवर है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं वेवलेंथ एनालिसिस फ़िल्टर बैंक तो मूल रूप से अनुप्रयोगों की एक पूरी श्रृंखला है जो फ़िल्टर बैंकों की छतरी के नीचे आती है इसलिए हम पहले फ़िल्टर बैंकों को देखेंगे जिन्हें हम DFT फ़िल्टर बैंक कहते हैं फ़िल्टर बैंकों जो DFT का उपयोग अंतर्निहित कम्प्यूटेशनल उपकरण के रूप में करते हैं तो यह DFT फिल्टर बैंकों को समझने और लागू करने के लिए एक प्रारंभिक बिंदु है और निश्चित रूप से DFT किसके लिए उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से स्पेक्ट्रेल एनालिसिस के लिए तो हम स्पेक्ट्रेल एनालिसिस के लिए DFT का उपयोग करने के बारे में एक टिप्पणी करेंगे स्पेक्ट्रेल एनालिसिस के लिए एक उपकरण के रूप में एक बार जब आप फ़िल्टर बैंक संबंध देखते हैं तो आप शायद कारणों को देख पाएंगे कि आप DFT और स्पेक्ट्रेल एनालिसिस क्यों करेंगे या नहीं करेंगे तो फिर से ये अंतर्दृष्टि हैं और ठीक इसी तरह से पाठ्यक्रम का अध्ययन करने का कारण है क्योंकि इसके लिंक हैं यह पहले से ही पास या आपके द्वारा विकसित किए गए ढांचे पर बनाता है और महत्वपूर्ण रूप से यह आपको दिखाता है आपको अंतर्दृष्टि देता है जो आपको उन उपकरणों को समझने में मदद करता है जो हम संचार और सिग्नल प्रोसेसिंग में उपयोग करते हैं ताकि हम हम अंत में या शायद अगले लेक्चर में इसे प्राप्त करेंगे ठीक है तो आज चर्चा करने के लिए बहुत ही दिलचस्प बातें हैं इसलिए हम कुछ ऐसे बिंदुओं के माध्यम से जल्दी से आगे बढ़ेंगे जो हम करना चाहते हैं तो लेक्चर 13 पुनरावृत्ति या समीक्षा करे निश्चित रूप से कुछ नए तत्वों के साथ जिन चीजों पर हमने चर्चा की है उनकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे मुख्य परिणामों में से एक अप सैंपलिंग और डाउन सैंपलिंग को इंटरचेंज करने की क्षमता है फिर मैं इसे कई बार लिखता हूं क्योंकि यह उन महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है जो हमें कुशल मल्टी स्ट्रक्चर को विकसित करने में मदद करते हैं इसलिए L और M इंटरचेंज ऑर्डर के बराबर हैं अगर L और M प्राइम हैं डाउन सैंपलिंग पहले ऊपर आ सकती है इसके बाद अप सैंपलिंग ठीक है तो यह है अगर और केवल अगर L और M अपेक्षाकृत प्राइम हैं अपेक्षाकृत प्राइम पर्याप्त है उन्हें खुद को प्राइम संख्या नहीं होना चाहिए तो इसके लिए एक एप्लीकेशन या एक उदाहरण हम जल्दी से देखते हैं तो मेरे पास z 2 है मेरे पास 2 के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग है 3 के फैक्टर द्वारा अपसैंपलिंग है निश्चित रूप से मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं यदि मैं चाहता हूं क्योंकि वे अपेक्षाकृत प्राइम हैं अब इस बिंदु पर ही समस्या इस तथ्य की नहीं है कि आप इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन इस उदाहरण को अपने साथ रखें हम एक मिनट में वापस आएंगे इसलिए नोबेल आईडेंटिटीज और फिर हम इस उदाहरण पर लौटेंगे नोबेल आईडेंटिटीज हमें बताती हैं कि यदि आपके H फॉर्म का फिल्टर के बाद डाउनसैंपलिंग है यह आमतौर पर संरचना है जो आपको एंटीएलियासिंग फ़िल्टरिंग के लिए होती है तो यह एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग के लिए संरचना है यह उसके लिए संरचना है यह संयोजन है इसलिए एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग के बाद डाउन सैंपलिंग होती है और यह एक सही तरीका होगा या इसे करने का अधिक कुशल तरीका होगा कि पहले डाउन सैंपलिंग करें उसके बाद फ़िल्टर H करें यह सिर्फ दो का इंटरचेंज नहीं है ये टाइम वेरेइंग सिस्टम हैं इसलिए हम उन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं तो मुख्य बिंदु एक आइडेंटिटीस है और निश्चित रूप से दूसरा संरचना है जिसे हम इंटरपोलेशन के नाम से संबोधित करेंगे इंटरपोलेशन कहता है कि आप अपसैंपलिंग के बाद फ़िल्टरिंग करते हैं और यदि आपके पास H फॉर्म का फ़िल्टर है तो नोबेल आईडेंटिटीज हमें बताती है कि आप पहले फ़िल्टरिंग कर सकते हैं फिर यह H के बाद अपसैंपलिंग फैक्टर है और हमने इसे ट्रांसफॉर्म डोमेन के साथ साथ टाइम डोमेन के माध्यम से दिखाया है हमने इसे देखा है और प्रदर्शन किया है तो यह वह संरचना है जिसे हम इंटरपोलेशन के लिए प्राप्त करते हैं जब आप अप सैंपलिंग इंटरपोलेशन कर लेते हैं ठीक अब नोटिस मैंने नहीं कहा यह एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग है या यह केवल संरचना या रूप या अनुक्रम है जिसमें फ़िल्टरिंग और मल्टी रेट स्ट्रक्चर है मैं विशेष रूप से क्यों कहता हूं कि यह सिर्फ संरचना है वास्तव में एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग नहीं है निम्नलिखित के कारण H एक लो पास फ़िल्टर नहीं हो सकता है और ऐसा क्यों है कि इसमें इन स्पेक्ट्रल की कई प्रतियां होंगी तो क्या यह एक हाई पास फिल्टर हो सकता है इसलिए लो पास फिल्टर संभव नहीं है क्या यह एक हाई पास फिल्टर हो सकता है नहीं ठीक है यह क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए यह एक मल्टीबैंड बैंडपास फ़िल्टर है ठीक तो निश्चित रूप से यह वह नहीं है जो हमें एंटी अलियासिंग या इंटरपोलेशन के लिए आवश्यक है अतः यह केवल नोबेल आईडेंटिटीज का रूप है अब कृपया नोबेल आईडेंटिटीज को लागू करें और इसे सरल बनाएं तो यह आम तौर पर पहले चरण में पढ़ने के बराबर है मैं इंटरचेंज कर सकता हूं इसलिए डिले और डाउन सैंपलिंग की अदला बदली की जा सकती है यदि आप इसे स्वैप करते हैं तो आपको डिले के साथ डाउन सैंपलिंग के बाद Z 1और उसके बाद तीन के फैक्टर का अपसैंपलिंग मिलेगा क्या आप इस डिले के दाईं ओर फ़िल्टरिंग को स्थानांतरित कर सकते हैं मैं चाहता हूं यह कार्य करना है तो यह मुझे देता है अगर मैं Z 1 के बाद अपसैंपलिंग लेना चाहता हूं और मैं डिले को अपसैंपलिंग के दाईं ओर ले जाना चाहता हूं तो यह दो के फैक्टर द्वारा डाउनसैंपलिंग हो जाएगा तीन के फैक्टर द्वारा सेंपलिंग और यह Z 3 बन जाता है फिर से ये मल्टी रेट स्ट्रक्चर हमें कुछ निश्चित परिणाम या उपकरण प्रदान करते हैं जो तब तक बहुत स्पष्ट नहीं हो सकते जब तक कि आप वास्तव में बैठकर इसे नहीं लिखते हैं लेकिन यदि आप मल्टीरेट आईडेंटिटीज को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए इन परिवर्तनों को करना आसान है ठीक है इसलिए हम इनमें से कई प्रकार के अनुप्रयोगों को देखने के लिए वापस आएंगे क्योंकि मल्टीरेट इस प्रकार के विकासशील उपकरण के बारे में है अब मैं आपको मल्टीरेट फिल्टर के विवरण टाइम डोमेन विवरण मल्टीरेट फ़िल्टरिंग के टाइम डोमेन विवरण से परिचित कराना चाहता हूं ठीक है तो मल्टीरेट फ़िल्टरिंग के दो रूप जिन्हें हम बहुत बार सामना करते हैं एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग और इंटरपोलेशन फ़िल्टरिंग हैं और हम उन दोनों के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम पहले जिसको देखते हैं वह एंटी अलियासिंग फ़िल्टरिंग है मेरे पास H है अगर मेरा इनपुट x n है उसके बाद M के फैक्टर द्वारा डाउन सैंपलिंग है और मैं आउटपुट लिखता हूं जिसे मैं Y1 n कहता हूं मेरे पास 1 इंटरमीडिएट सिग्नल है जो मेरे लिए सहायक है एक एक्सप्रेशन पाने के लिए में इसे X1 n के रूप में कॉलcall करूँगा जो x और Y1 n के बीच है यह एक LTI सिस्टम है क्योंकि यह एक डिजिटल फिल्टर है इसलिए मैं इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को Xn और X1n के कन्वॉल्यूशन के रूप में लिख सकता हूं X1 n K−∞ x nhn−k इसलिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप LTI सिस्टम फर्स्ट स्टेज है इनपुट के रूप में x n आउटपुट के रूप में Y1 एक LTI सिस्टम नहीं है इसलिए मेरे लिए उस रिलेशनशिप को लिखना सामान्य रूप से मुश्किल है हालाँकि हमारे पास निम्नलिखित हैं Y1nMn जो डाउनसैंपलिंग है तो कुछ भी मुझे 2 को 1 में प्रतिस्थापित करने से नहीं रोकता है यदि यह समीकरण नंबर 1 है तो यह समीकरण 2 है मैं 2 को 1 में स्थानापन्न कर सकता हूं और वास्तव में एक इनपुट आउटपुट संबंध प्राप्त करता हूं जो कन्वॉल्यूशन की तरह दिखता है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यह स्लाइडिंग कन्वॉल्यूशन नहीं है यह एक ऑपरेशन है जो यह एक ऐसा ऑपरेशन है जो कन्वॉल्यूशन के समान है लेकिन यह इंडेक्सिंग के संदर्भ में अलग है तो यह Y1 n K−∞ x nhMn−k होगा इसलिए दूसरे शब्दों मेंसंपूर्ण इंपल्स रिस्पांससे आप सभी इंपल्ससेस नहीं लेते हैं सभी इंपल्स रिस्पांस नहीं लेते हैं आप इंपल्स रिस्पांस की कुछ शिफ्ट लेते हैं उन सभी की नहीं और इसलिए यह कहने जैसा है कि ठीक है कुछ शिफ्ट जब आप इस बारे में कन्वॉल्यूशनसंदर्भ में सोचते हैं मुझे सारी शिफ्ट नहीं चाहिए लेकिन किसी भी शिफ्टमें आप गणना करने के लिए सभी इनपुट लेंगे तो यह है आप इस परिणाम की व्याख्या करने के दिलचस्प तरीके पा सकते हैं मैं इसे एक अभ्यास के रूप में छोड़ दूंगा या आप कुछ जानते हैं कि आप इसे एक अतिरिक्त नोट के रूप में लिख सकते हैं दूसरा हमारे पास दूसरा ऑपरेशन तब होता है जब मेरे पास अपसेंपलिंग होता है L के फैक्टर द्वारा अपसेंपलिंग होता है उसके बाद इंटरपोलेशन फ़िल्टर H होता है और आप इसे x n कहते हैं इसेY2n के रूप में कहते हैं और इंटरमीडिएट सिग्नल को मुझे उसे X2 n कहने दे हमें इंटरपोलेशन के साथ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है लेकिन यह पता चला है कि इस तरह के लिए एक्सप्रेशन लिखने का एक बहुत ही सरल तरीका है इसलिए इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप जहां LTI भाग का संबंध है हमारे लिए Y2 n K−∞X2nhn−k लिखना आसान है अब अपसैंपलिंग X2 nx nL के लिए इनपुट आउटपुट संबंध लिखिए आप शायद अब तक इससे बहुत परिचित हैं यदि n L के मल्टीप्ल के बराबर है या 0 के बराबर है अब मैं इस स्थिति को पिछले समीकरण पर लागू करता हूं तो मूल रूप से यह क्या कहता है कि X2 n में 0 मूल्यवान सैंपल हैं इसलिए मूल रूप से इस योग को Y2 n K−∞X2nhn−k के रूप में फिर से लिखा जा सकता है बजाय इसके कि केk माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक जाएगा लेकिन केवल चीजें हैं जो इंटरेस्ट की हैं वास्तविक गणना तब होगा जब k mL होगा इसलिए यदि आप अतिरिक्त अवरोध L के मल्टीप्ल को लागू करते हैं तो आप कुछ भी नहीं बदलते हैं क्योंकि आप केवल X2 के उन मूल्यों को देख रहे हैं जो गैर शून्य हैं तो यह होगा Y2 n K−∞X2mLhn−mL K−∞X2mLhn−mL यह क्या कहता है इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप X के ये सभी सैंपल शामिल हैं लेकिन फिल्टर के संदर्भ में मैं सभी इंपल्स रिस्पांस कोएफ़िशिएंट्स का उपयोग नहीं करता हूं एक विशेष शिफ्ट के लिए मैं एक सबसेट इंपल्स रिस्पांस की ग्रिड का उपयोग करता हूं फिर से यह कल्पना करने का एक और तरीका है कि क्या होता है जब आपके पास 0 मूल्यवान सैंपल हैं फ़िल्टरिंग वास्तव में ऐसा लगता है कि आप अपने डेटा सिस्टम पर किसी प्रकार का ग्रिड लागू कर रहे हैं ठीक तो यह एक और परिणाम है जिसे आप नोट कर सकते हैं तो यह y2 n के बराबर है अब इनमें से तीसरा जो एक उपयोगी और दिलचस्प परिणाम है जब मैं फ्रेक्शनल सैंपलिंग रेट करता हूं L के फैक्टर द्वारा अपसैंपल H द्वारा फ़िल्टर करें तो यह आइडियल लो पास फिल्टर हो सकता है जिसका कट ऑफ जो कि L और M की न्यूनतम है मैं उन सभी चीजों को नहीं लिख रहा हूं कृपया उन विवरणों को भरें M के फैक्टर द्वारा अप और डाउनसैंपलिंग इसलिए दो इंटरमीडिएट सिग्नल है X1 n है X2 n है और आउटपुट y n है इनपुट X n है मैं निम्नलिखित तरीके से इनपुट और आउटपुट से संबंधित करना चाहूंगा तो y nX2 Mn हमने सिर्फ अपसैंपलिंग नोट किया अपसैंपलिंग के लिए स्पष्टीकरण दिया इसलिए मैं केवल पिछले व्युत्पन्न परिणाम से एक्सप्रेशनका उपयोग करूंगा X2 n m−∞X2mLhn−mL यह आखिरी एक्सप्रेशन है जो हमने सिर्फ अपसैंपलर के लिया लिखा है इसलिए समीकरण 1 और 2 को मिलाकर हमें अंतिम परिणाम मिलता है जो कहता हैY n m−∞XmhMn−mL और यह अंतिम परिणाम है दिलचस्प है कि यह समीकरण हमें क्या बता रहा है यह कुछ सैंपलो को फेंक देता है मेरा मतलब है कि यह होगा इसलिए यह सभी सैंपलो की गणना नहीं करता है लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प संरचना है कि फ़िल्टरिंग कैसे की जाती है कौन से सैंपल बरकरार रखे जाते हैं कौन से सैंपल त्याग दिए जाते हैं इसलिए इसके बारे में सोचो एक बार थोड़ा सा समय बिताने के बाद यह मुश्किल नहीं है फिर यह अंतर्दृष्टि के लिए इसे और अधिक देखने का एक दिलचस्प तरीका है